अब हम एक निश्चित स्थान के लिए क्लीर्निस इंडेक्स जल वाष्प की मात्रा और फूरियर सीरीज कर्व फिट मॉडल के कोअफिशन्ट का अनुमान लगाने के लिए ऑक्टेव में कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर हम यह भी देखेंगे कि इन अनुमानित वेल्यू का उपयोग कैसे करें वायुमंडलीय प्रभावों की उपस्थिति में टिल्टेड कलेक्टर पर इंसिडेंट एनर्जी का अनुमान लगाने के लिए इस फ़ोल्डर में यहाँ कुछ फ़ाइलें हैं हमने पहले की चर्चा में irradm और iarrdbm को पहले ही देखा है मेरे पास तीन अन्य फाइलें kt Indiam wv Indiam और hat estimatem हैं तो kt Indiam एक स्क्रिप्ट फ़ाइल है जो आपको kt के लिए फूरियर सीरीज कर्व फिट मॉडल के कोअफिशन्ट प्रदान करेगी और wv Indiam वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा के लिए फूरियर सीरीज कर्व फिट मॉडल के कोअफिशन्ट प्रदान करेगी हम बाद में वायुमंडलीय प्रभावों के साथ टिल्टेड कलेक्टर पर इंसीडेंट एनर्जी का अनुमान लगाने के लिए hat estimatem स्क्रिप्ट फ़ाइल का उपयोग करेंगे तो पहले मुझे क्लीर्निस इंडेक्स का स्क्रिप्ट फ़ाइल खोलने दें मॉडल यहाँ दिया गया है आप इस मॉडल को पढ़ सकते हैं मुझे संभवतः फ़ॉन्ट का आकार बढ़ा देना चाहिए ठीक है तो यह वह मॉडल है जिसकी हमने पहले ही चर्चा की थी आप देखते हैं कि kt मॉडल फूरियर सीरीज कर्व फिट मॉडल है और हम τ में तीसरे हार्मोनिक तक गए हैं हमें इन कोअफिशन्ट का अनुमान लगाने की आवश्यकता है और हमने x और w की दूसरी पावर तक का उपयोग किया है जल वाष्प स्वयं फूरियर सीरीज कर्व फिट मॉडल से पाया जाता है हम शीघ्र ही उस पर जाएँगे और वह wv Indianm स्क्रिप्ट फ़ाइल में है ठीक है तो इनपुट क्या हैं डेटा इस तरह हैं हमारे पास यहां दिए गए लाटीट्यूड है और इसी लाटीट्यूड और इसी डे नंबर के लिए हमारे पास kt वेल्यू है जो अनुपात है Ha और H0 का अब यह पूरे देश में फैले हुए लगभग बारह स्थानों से लिया गया है और आप इन बारह स्थानों के लाटीट्यूड की जांच कर सकते हैं और इसे भारत के नक्शे पर देख सकते हैं और ये सभी स्थान उस लाटीट्यूड में आते हैं और हमने इनपुट डेटा के रूप में जल वाष्प की मात्रा की वेल्यू भी लिया है अब आप यह देखिए x 𝝓 35 है τ को t से दर्शाया जा रहा है और हम मॉडल के लिए ai1ai2x ai3x2ai4wai5w2 का उपयोग कर रहे हैं और फिर sint sin2t और sin3t का गुड़ा करते हैं और तब cost cos2t और cos3t चित्र में आते है और फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर कोअफिशन्ट प्राप्त करने के लिए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं Kt के कोअफिशन्ट का पता लगाने के लिए इसे एक्सक्यूट करते हैं तो मुझे ऑक्टेव में जाने दो और मुझे स्क्रीन को क्लियर करने दें अब मुझे रुचि के फ़ोल्डर में जाने दें और मैं इस kt indiam को एक्सक्यूट करुंगा इस तरह से इसलिए स्क्रिप्ट फ़ाइल को एक्सक्यूट करने पर आपको यह मैट्रिक्स यह a11 a12 a13 a14 a15 a21 a22 a23 a24 a25 मिलता है तो यह Kt के फूरियर सीरिज़ कर्व फिट मॉडल के कोअफिशन्ट है इसी तरह अगर मैं wv indiam को देखो तो आप जल वाष्प की मात्रा के लिए कर्व फिट मॉडल को देखेंगे जैसे हमने चर्चा की है आप यहां दिए गए कर्व फिट मॉडल को देख सकते हैं और डेटा डे नंबर है जो महीने के मध्य में ली गई है और लाटीट्यूड उन्हीं 12 शहरों के लिए लिया गया है और जल वाष्प की मात्रा को मापा गया है और यहां मॉडल ai1ai2x ai3x2 का उपयोग कर रहे हैं तो यह तीन टर्म वाला सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल है हम मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हैं और फिर G का पता लगाते हैं इसलिए जब आप इस wv indiam को एक्सक्यूट करते हैंतो आपको G मैट्रिक्स के कोअफिशन्ट मिलते हैं जो इस मॉडल में फिट होगा तो यह gi1 gi2 और gi3 होगा तो आप इस मॉडल को प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि जल वाष्प की मात्रा और क्लीर्निस इंडेक्स कैसे प्राप्त करें अगला हम इस फाइल को देखेंगे इस फ़ाइल का उपयोग वायुमंडलीय प्रभाव के साथ हॉरिजॉन्टल या टिल्टेड सतह पर इंसीडेंट एनर्जी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है हमने वायुमंडलीय प्रभावों के बिना देखा हैं यह उस फ़ाइल का एक संशोधन है जिसमें कुछ चीजें जोड़ी गई हैं तो यह लाटीट्यूड है मैं बैंगलोर के 1297 लाटीट्यूड का उपयोग कर रहा हूं और मैं टिल्ट फैक्टर 10 दे रहा हूं जो बिना वायुमंडलीय स्थितियों के तहत ऑप्टिमल था उस टिल्ट फैक्टर का उपयोग करें जो बिना वायुमंडलीय स्थितियों के है और यह पंक्ति है रिफ्लेक्शन कोअफिशन्ट की और मैं इसे 02 ले रहा हूं G जल वाष्प की मात्रा के लिए कोअफिशन्ट मैट्रिक्स है L क्लीर्निस इंडेक्स के लिए कोअफिशन्ट मैट्रिक्स है और इस इक्वेशन के बाकी हिस्से उसी तरह बने रहेंगे और मैंने जो नया भाग यहां प्रस्तुत किया है वह वायुमंडलीय प्रभावों को दिखा रहा है जल वाष्प का अनुमान इसलिए उन कोअफिशन्ट को इस मॉडल रूप में रखा जाता है और यह G है जिसकी अनुमानित वेल्यू wv Indiam का उपयोग करके निकाला गया है और यह A kt Indiam से प्राप्त किया गया है और हम इसे एक बार उपयोग करते हैं और हम इसका उपयोग केवल तब करते हैं जब हमारे पास नया डेटा हो या अधिक जगह का डेटा हो इनपुट डेटा में शामिल करने के लिए तो उस डेटा का उपयोग करके हम जल वाष्प की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस अनुमानित जलवाष्प की मात्रा को क्लीर्निस इंडेक्स के इक्वेशन f में उपयोग करते हैं जो 1 x x2 w w2 है और तब आपको kt की अनुमानित वेल्यू पता चलेगी kt के इक्वेशन से फिर पता लगाएँ कि Rd टिल्ट फ़ैक्टर जो HotH0 हैऔर तब kd डिफ्यूज्ड रेडिएशन फैक्टर पता करें जो कि मूल रूप से HdHa के बराबर है और जो लगभग 1 1132kte द्वारा दिया जाता है rt ओवर ऑल टिल्ट फैक्टर जो इस रिलेशनशिप द्वारा दिया जाता है जिस पर हमने पहले चर्चा की थी वहाँ से हमारे पास ये दो वेल्यू है पहला hat direct जो कि डिफ्यूज और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के बिना है और दूसरी Hat है जो टिल्टेड सतह पर वायुमंडलीय प्रभावों के साथ है जिसमें प्रभावित करने वाले डिफ्यूज और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन भी शामिल हैं ये वे फार्मूला हैं जिनका हमने उपयोग किया है और हम अभी इसे चलाएँगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या परिणाम मिलेगा इसलिए मैं ओक्टेव में वापस जा रहा हूं और वर्क स्पेस को साफ कर रहा हूं अब मैं Hat est को रन कराऊंगा तो यहां देखें कि हमें परिणाम क्या मिलता है यह नीली रेखा H0 को दिखाती है वायुमंडलीय प्रभावों के बिना kWhm2day में हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर और यह ग्रीन लाइन H0 को दिखाती है वायुमंडलीय प्रभावों के साथ टिल्टेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर तो आप देखते हैं कि यह वास्तव में बहुत कम हो गया है बिना वायुमंडलीय प्रभावों की तुलना में जिसका मूल कारण क्लीर्निस इंडेक्स है अब देखें कि बैंगलोर के लिए N 80 के आसपास जो 21 मार्च का दिन होगा और इस समय हम स्पष्ट आकाश और बहुत तीव्र रेडिएशन देखते हैं और रेडिएशन की तीव्रता यहां कम हो जाती है आपको बहुत सारे बादल दिखाई देंगे क्योंकि यह बैंगलोर में मानसून का समय है और आप रेडिएशन को कम होते देख रहे हैं जिसकी न्यूनतम वेल्यू 46 के आसपास है और इसी तरह यह 6 के आसपास दिसंबर के महीनों तक पहुँच जाता है जहाँ फिर से हमें स्पष्ट आकाश दिखाई देता है इसलिए kt के कारण है हम स्थानीय वायुमंडलीय प्रभावों को इस तरह से देखेंगे जिसे क्लीर्निस इंडेक्स कहते है N बनाम Rd को प्लॉट करना दिलचस्प है यह टिल्ट फैक्टर है और बनाम rt ओवर ऑल टिल्ट फैक्टर है तो आप देखेंगे कि यह ब्लू लाइन Rd टिल्ट फैक्टर है और ग्रीन लाइन ओवर ऑल टिल्ट फैक्टर rt है तो यह वास्तव में है हालांकि यह आकार में एक समान दिखता है परंतु यह वास्तव में वर्ष की शुरुआती और अंत के महीनों में Rd की तुलना में कम है और मानसून के महीनों के दौरान आप देखते हैं कि Rd कम है और ओवर ऑल टिल्ट फैक्टर rt बेहतर है डिफ्यूजन के कारण क्योंकि बादल का डिफ्यूज हिस्सा अधिक है और इसलिए rt अधिक हो जाता है N और क्लियरनेस इंडेक्स को प्लॉट करना भी दिलचस्प है यह कैसे बदलता है आप देखेंगे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक N के साथ क्लियरनेस इंडेक्स कैसे बदलता है मार्च के महीनों के दौरान यह 075 तक पहुंच रहा है जब बैंगलोर में आकाश साफ है और मानसून के महीनों के दौरान यह 045 के आसपास बहुत कम आंकड़े तक पहुंच रहा है ये जून से सितंबर अक्टूबर तक मानसून के महीने हैं और फिर यह फिर से बढ़ जाता है तो kt क्लियरनेस इंडेक्स वास्तव में उस इलाके की वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि यदि आप इस Hat est को चलाते हैं तो आपको यह ग्रीन लाइन यहां मिलेगी जो कि Hat है जो कि वायुमंडलीय प्रभावों के साथ टिल्टेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसीडेंट एनर्जी है और यही आपको PV पैनल को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग करना है अब एक वर्ष में लें कि न्यूनतम वेल्यू क्या है आप इसे देखें इसलिए यह न्यूनतम वेल्यू उदाहरण के लिए यहां उस जगह पर है जहां मैंने कर्सर रखा था 46 के आसपास और वह वेल्यू वह है जिसे आपको अपने सभी प्रयोगों को डिज़ाइन करने के लिए लेने की आवश्यकता है क्योंकि आपको प्रति दिन 46 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग वर्ग की गारंटी है वर्ष के प्रत्येक दिन और अन्य दिनों में आपके पास एनर्जी की अधिक मात्रा होगी तो सबसे खराब स्थिति यह होगी जो कर्सर द्वारा इंगित की गई है जो कि एक न्यूनतम है और इसे हम PV पैनलों को डिज़ाइन और आकार देने के लिए उपयोग करेंगे